पिछली कक्षा में हमने सेपरेटली एक्साइटिड और शंट मोटर ड्राइव के लिए 3 तरह के स्पीड कंट्रोल को देखा एक था आर्मेचर रसिस्टेंस कंट्रोल और दूसरा था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल जिसे तय रेटेड स्पीड से कम के लिए उपयोग में लाया जाता है इनमें कांस्टेंट टॉर्क देने की क्षमता होती है अगर हम तीसरे प्रकार की स्पीड कंट्रोल के तरीके को देखें जिसे हम फील्ड फलक्स या फील्ड करंट कंट्रोल कहते हैं इसमें हम देखते हैं कि फलक्स रेटेड वैल्यू से कम की जाती है जिसके कारण इसके टॉर्क उत्पन्न करने की क्षमता में गिरावट आती हैअगर हम यह मानते हैं कि आर्मेचर करंट निर्धारित सामान्य वैल्यू से अधिक नहीं जाएगा इसी के कारण हम वास्तव में फील्ड फलक्स कंट्रोल को देख रहे हैं जो रेटेड स्पीड से अधिक के लिए काम में लाया जाता है लेकिन टॉर्क की वैल्यू रेटेड वैल्यू से कम होती है जब हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक कांस्टेंट पावर मिलेगी हम मूल रूप से डीसी मोटर ड्राइव के संचालन के क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं अगर मैं इसे ωrated कहता हूं तो हम देखेंगे कि फ्लक्स इस ω तक कांस्टेंट हैं इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लक्स में गिरावट आएगी और इससे टॉर्क में भी प्रभाव पड़ेगा इसलिए अगर मैं कहता हूं कि यह टॉर्क या फ्लक्स है यह तब तक मान्य होगा टॉर्क या फ्लक्स के संबंध में जब तक हम रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंचते मैं इन दोनों को कांस्टेंट रख सकता हूं यदि मैं चाहता हूं तो लेकिन इसके बाद हम फ्लक्स या टॉर्क को कांस्टेंट रखने में सक्षम नहीं रह पाएंगे यदि हम रेटेड स्पीड के ऊपर जाते हैं तो तो यह रेटेड स्पीड के ऊपर है मान लेते हैं कि यह रेटेड स्पीड का 2 गुना है हम इसे 2ωrated ले सकते हैं भले ही टॉर्क कांस्टेंट क्यों ना हो या मशीन द्वारा प्रदान की गई टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट है पावर टॉर्क और स्पीड दोनों का प्रोडक्ट होता है तो पावर लीनियरली बढ़ेगी इस तरह से जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी हालांकि टॉर्क कांस्टेंट है लेकिन पावर मूल रूप से लिनियली बढ़ेगी और हम यह देखेंगे कि वास्तव में पावर अधिकतम वैल्यू या रेटेड वैल्यू पर पहुंचने पर सैचुरेट हो जाएगी यह इससे और अधिक नहीं हो पाएगा क्योंकि टॉर्क कम हो रही है जबकि स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है तो यह मूल रूप से पावर में होने वाला वेरिएशन कुछ इस प्रकार से है इस जोन को हम कांस्टेंट टॉर्क जोन कहेंगे और इसको कांस्टेंट पावर जोन तो यह दोनों अलग अलग जोन है मोटर की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए छात्र जब गति निर्धारित वैल्यू से अधिक हो जाती है तो टॉर्क का क्या होगा प्रोफेसर अगर मैं स्पीड को ωrated से ऊपर ले जाता हूं और वोल्टेज को रेटेड वैल्यू पर रखता हूं यह केवल तब किया जा सकता है जब मैं फ्लक्स को कम कर लूंगा जब मैं फ्लक्स को कम करता हूं टॉर्क कम हो जाएगी जबकि स्पीड बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि टॉर्क घट रही है क्योंकि फ्लक्स कम हो रही है हम यहां पर कह सकते हैं कि वोल्टेज को क् रेटेड वैल्यू पर रखा गया है जबकि यहां पर वोल्टेज बढ़ रही है जब हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे पावर स्पीड के प्रपोशनल है जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं वह भी स्पीड के प्रपोशनल होगी हम यहां पर आर्मेचर रजिस्टेंस कंट्रोल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह दो विभिन्न क्षेत्र यह है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और यह है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल तो हम एक ऐसे पॉइंट पर भी पहुंचेंगे जहां फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फ्लक्स कम हो रही है क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आर्मेचर रिएक्शन बहुत अधिक हो जाएगा जो मेन फील्ड फ्लक्स पर विपरीत प्रभाव डालेगा अब तक हम आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को नजरअंदाज कर रहे थे अब तक हम ऐसा कर रहे थे हमने आर्मेचर रिएक्शन को अपनी चर्चा में शामिल किया लेकिन अपनी कैलकुलेशन में इसके प्रभाव को नहीं रखा जब हम मेन फील्ड फ्लक्स को कम कर रहे हैं क्योंकि हम फ्लक्स में कमी ला रहे हैं तो मूल रूप से जो फ्लक्स 05 Weber था वह अब कम हो कर 025 Weber हो जाएगा जब यह 05 Weber था तब आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स की वैल्यू लगभग 01 या 005 होगी जो मेन फील्ड फ्लक्स का छोटा सा हिस्सा है क्योंकि यह वैल्यू बहुत कम है इसलिए हमने आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स का प्रभाव मेन फील्ड प्लस पर नहीं देखा लेकिन जब मैं मेन फील्ड फ्लक्स को कम कर रहा हूं जो लगभग इसकी मूल वैल्यू का आधा है इसका मतलब है कि यह ओरिजिनल वैल्यू का आधा है जो 05 से घट कर 025 हो जाएगा इसकी तुलना में 005 या 01 एक अच्छी खासी वैल्यू है तो निश्चित तौर पर यह मेन फील्ड फ्लक्स को बड़े तौर पर प्रभावित करेगा जब मैं इसे आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स के साथ तुलना करता हूं तो यहां पर संभावित तौर पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव बहुत अधिक होगा क्योंकि यहां पर हम आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम नहीं कर पाएंगे यह मूल रूप से इसमें कमी लाएगा और हम देखेंगे कि फ्लक्स की मात्रा में बहुत कमी आएगी तो यह सब स्पीड कंट्रोल से जुड़ी हुई बातें थी मैं समझता हूं कि हमने इसके बारे में चर्चा कर इसे पूरा कर लिया है हमने पिछली कक्षा में सीरीज मोटर के साथ शुरुआत की थी और हमने कहा था कि जब हमारे पास एक सीरीज मोटर है यदि हमारे पास दोनों AC और DC सप्लाई मौजूद है तब हम इसे यूनिवर्सल मोटर कहेंगे तो इसे हम यूनिवर्सल मोटर कहेंगे यदि यह दोनों सप्लाई AC और DC पर काम करती है मैंने पहले भी कहा था कि यह बहुत अधिक स्पीड पर चलाई जा सकती हैं क्योंकि यह 15000 से 20000 rpm तक चल सकती हैं इसलिए इन्हें कुछ ऐसे प्रयोग में लाया जाता है जहां बहुत अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है मूल रूप से ड्रिलिंग मशीन या मिक्सर इनमें बहुत अधिक स्पीड की मांग होती है तो यह यूनिवर्सल मोटर की कुछ एप्लीकेशन है लेकिन एक सामान्य DC मोटर और यूनिवर्सल मोटर में क्या प्रमुख अंतर होते हैं इन में मूल अंतर यह है कि यूनिवर्सल मोटर में फील्ड लैमिनेटेड होंगी क्योंकि हम AC अप्लाई कर रहे हैं तो फील्ड को लैमिनेट किया जाता है इसलिए यह AC और DC सप्लाई दोनों में काम करती है विद्यार्थी क्या आर्मेचर रसिस्टेंस कंट्रोल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्रोफेसर यदि आप आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल देखें तो इसका केवल फायदा यह है कि आपको किसी वेरिएबल या बदलने वाली DC सप्लाई की आवश्यकता नहीं होगी आप किसी रियोस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप रियोस्टेट वैल्यू में बदलाव कर स्पीड को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे तो निश्चित तौर पर सरल उपयोग ही आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल की एक प्रमुख बात है जिसका उपयोग पहले किया जाता था जब रेक्टिफायर मौजूद नहीं थे क्योंकि अब हमारे पास रेक्टिफायर मौजूद है तो अब इसका इस्तेमाल कम हो रहा है वहां पर भी आप देखेंगे कि आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल का उपयोग संभवतः छोटी मोटर के साथ होता हैक्योंकि हम कम रेटिंग वाली मोटर के उपयोग में एफिशिएंसी की चिंता नहीं करते हैं इसका उपयोग हम खिलौनों में कैमरा में या ऐसे चीजों में कर सकते हैं जहां यह निरंतर नहीं चलती हैं जब हम ऐसे उपयोग की बात करते हैं जहां पर उसे लगातार चलना है तब हम एफिशिएंसी पर विचार करते हैं अगर यह उपयोग किसी छोटी अवधि के लिए है तब हम एफिशिएंसी के बारे में चिंता नहीं करते ऐसी स्थिति में दो चीजें देखी जाती हैं पहेली है कि पूरी प्रणाली की कीमत और दूसरी चीज है वह कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देती है क्या यह प्रतिक्रिया काफी तेज है या नहीं यह दो चीजें निश्चित तौर पर किसी भी प्रणाली के लिए देखे जाते हैं जो निरंतर रूप से लंबे समय तक नहीं चलता है तो सीरीज मोटर की स्थिति में चलिए पहले मुझे इसका डायग्राम चित्रित करने दीजिए यह फील्ड होगी मैं इस सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस को Rseries ले रहा हूं जो यहां पर है और यहां पर मैं V वोल्टेज को लगा रहा हूं मैं इसे Va या Vf नहीं लिख रहा क्योंकि यह दोनों के लिए एक ही है और यह ध्यान दीजिए कि Ra और Rseries एक दूसरे के साथ सीरीज में आ रहे हैं तो मैं स्पष्ट रूप से यह लिख सकता हूं अगर हम कहें कि लाइन करंट IL है जो भी यह ले रहा है यह प्लस है और यह माइनस है और करंट इस तरह से प्रवाहित हो रहा है चलिए इसे I कहते हैं जो ILine के बराबर है तो मैं इसे लिख सकता हूं Te kφIa अगर हम यह माने कि हम एक लीनियर रीजन में काम कर रहे हैं उस परिस्थिति में फ्लक्स करंट के प्रपोशनल होगा तो हमारे पास मूल रूप से यह कुछ इस तरह से होगा कि यह प्रपोशनल होगा K मल्टिप्लाई I2 तो मैं इसे I2 लिख सकता हूं तो हम लिख सकते हैं तो चलिए अब टॉर्क स्पीड इक्वेशन को इस इक्वेशन के रूप में लिखते हैं इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं अब हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा मैं इसे यहां पर इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं तो हम लिख सकते हैं हम इस तरह से टॉर्क स्पीड इक्वेशन को लिख सकते हैं यहां पर हम दो कांस्टेंट ले रहे हैं और इस तरह से लिख रहे हैं m स्पष्ट रूप से यह एक लीनियर इक्वेशन नहीं है जैसा कि हमारे पास मूल रूप से सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर ड्राइव के लिए थी हम कह सकते हैं कि जब Te बहुत ज्यादा है तब ω कम होगा वास्तव में अगर आप इक्वेशन को देखते हैं तो यह नेगेटिव आएगा अगर Te इनफाईनाइट या असीमित है तब ω नेगेटिव होगा लेकिन यह स्वाभाविक है कि एक मोटर लोड द्वारा विपरीत दिशा में नहीं चलाई जा सकती यह संभव नहीं है तो तुम्हें यह कहना चाहिए कि स्पीड लगभग 0 हो चुकी है जब हम मशीन को ओवरलोड कर रहे हैं इसी तरह से जब हम यह देखने की कोशिश करते हैं Te की वैल्यू बहुत कम है उस स्थिति में ω बहुत अधिक होगा तो यह कैरेक्टर स्टिक कुछ इस तरह से होगी यह दोनों दिशाओं में एसएमटोटेक होगी अगर हम कहते हैं कि यह ω है और यह टॉर्क है अगर हम किसी डीसी सीरीज मोटर को बहुत कम लोड पर शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं जो करंट यह लेगा वह बहुत कम होगा क्योंकि यह करंट मूल रूप से लोड पर निर्भर करता है यदि हम किसी डीसी मोटर को बहुत ही कम लोड के साथ शुरू करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास केवल Ra और सीरीज रसिस्टेंस Rse है यदि हम इसे Rse कहते हैं यह दोनों सीरीज में आ रहे हैं और यहां पर हमारे पास जो वोल्टेज उपलब्ध है उसे लगा रहे हैं हमारे पास Istarting करंट होगा क्योंकि इस समय बैक emf मौजूद नहीं है जब मोटर शुरू हो रही है तब ω 0 है इसलिए हमारे पास बैक ईएमएफ उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि बैक ईएमएफ नहीं है इसलिए करंट को सीमित करने के लिए केवल रसिस्टेंस ही मौजूद है इसके अलावा और कुछ भी नहीं तो यह स्टार्टिंग करंट होगा किसी भी मोटर के लिए स्टार्टिंग करंट बहुत अधिक होगा क्योंकि हम इसे पूरी तरह से उपलब्ध वोल्टेज पर चला रहे हैं हमारे पास बैक ईएमएफ नहीं है तो इसे सीमित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर के पास अपने आर्मेचर रसिस्टेंस और सीरीज मोटर के पास आर्मेचर और फील्ड रसिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है तो फील्ड और आर्मेचर सर्किट से बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित होगा और हमें टॉर्क प्राप्त होगी तो यह वही है जो हमने टॉर्च के बारे में कहा था यह टॉर्क बहुत अधिक होगी अगर हम कहते हैं कि करंट बहुत ज्यादा है इसके अनुरूप स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत अधिक होगी तो सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर ड्राइव है जोबहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने में सक्षम है और जिसे नियंत्रित किया जा सकता है अब मैं सीरीज में बाहरी रसिस्टम्स को जोड़ देता हूं तो मैं इस रसिस्टम्स को कंट्रोल करने में सक्षम हूं इसके अनुरूप हम स्टार्टिंग टॉर्क को सीरीज मोटर ड्राइव में नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं अगर हमारे पास बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क उपलब्ध है लेकिन लोड टॉर्क काफी कम है ऐसी स्थिति में मशीन बहुत ही अधिक स्पीड पर चलने लगेगी क्योंकि हम Te TL को देख रहे हैं जो बहुत अधिक होगा जिसके कारण स्टार्टिंग करंट ज्यादा होगा हमारे पास है इससे पता चलता है कि स्पीड के बढ़ने की दर काफी अधिक होगी तो हम यह देखेंगे की मशीन बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अधिक स्पीड पर पहुंच जाएगी इसलिए यह बहुत खतरनाक है कि किसी भी सीरीज मोटर को कम लोड कंडीशन पर स्टार्ट किया जाए अगर हम एक सीरीज मोटर को कम लोड की स्थिति में चलाने की कोशिश करें तो कुछ ही समय में बहुत अधिक स्पीड हमको मिलेगी इससे शाफ्ट टूट सकता है क्योंकि शाफ्ट की मैकेनिकल क्षमता सीमित है यदि हम डीसी सीरीज मोटर को कम लोड या जीरो लोड पर शुरू करते हैं तब हम देखेंगे कि जो करंट यह शुरू होने पर लेगा वह बहुत अधिक होगा बशर्ते हम उसे कम करने में कामयाब हो जिसके कारण हमें स्टार्टिंग में बहुत अधिक टॉर्च प्राप्त होगी जिसके कारण वह बहुत अधिक गति प्राप्त करेगा जिससे शाफ्ट टूट सकता है इसलिए आमतौर पर कम लोड या जीरो लोड पर सीरीज मोटर को शुरू करना समझदारी नहीं है लेकिन साथ ही साथ क्योंकि सीरीज मोटर में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होती है यह उन अनुप्रयोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जिन्हें शुरुआत में बहुत बड़े स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए एक लिफ्ट लिफ्ट एक इलेक्ट्रिक वाहन क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इंजन घुमाऊंगा फिर वाहन आकर खुद को इससे जोड़ लेगा यह नहीं होने वाला है हमें इन सब को एक साथ जोड़ कर ही चलाना है अगर आप शहरों में मौजूद ट्रेन सर्विसेज के ट्रेक्शन प्रणाली को देखते हैं रेल के साथ इनका बहुत ज्यादा फ्रिक्शन या घर्षण होता है ट्रेन का रेल के साथ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद घर्षण होता है इसे इस फ्रिक्शन को दूर करने और इसे चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है यही कारण है कि डीसी सीरीज मोटर पारंपरिक तौर पर सभी आरक्षण प्रणाली या शहरों में मौजूद ट्रेन सिस्टम ट्रेम में उपयोग में लाई जाती है इन सभी को मूल रूप से सीरीज मोटर द्वारा ही संचालित किया जाता था सीरीज मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े उपयोग में काम लाई जाती है यह क्रेन के लिए भी बहुत सही विकल्प है यह होइस्ट में उपयोग की जाती है इसका उपयोग लिफ्ट या एलिवेटर में भी किया जाता है जहां पर लोड शुरू से ही इससे जुड़ा होता है हम इसे बिना लौट के कभी शुरू नहीं करते यही कारण है कि आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर इन प्रयोगों के लिए पारंपरिक तौर पर सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता था यह तो रही सीरीज मोटर के बारे में उसके उपयोग लेकिन इसके स्पीड को कैसे नियंत्रित किया जाता है इसकी थोड़ी चर्चा हम यहां करेंगे हम इसे विस्तृत रूप से चर्चा में नहीं लेंगे सीरीज मोटर का कंट्रोल थोड़ा बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटिड मोटर में हमारे पास अलग से फील्ड सिस्टम मौजूद होता है अलग आर्मेचर सिस्टम होता है और हम इन दोनों करंट को अलग अलग नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमारे पास Ia If ILine है जिसे मैं एक करंट I कह सकता हूं यहां पर फील्ड करंट और आर्मेचर करंट को एक दूसरे पर निर्भर ना करते हुए नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है इन दोनों को नियंत्रित करना यहां पर संभव नहीं है तो अधिकतर समय मूल रूप से फ्लक्स को नियंत्रित किया जाता है अगर यह फील्ड कॉइल है और यह आर्मेचर है और यहां पर सप्लाई मौजूद है हम क्या कर सकते हैं कि हम फील्ड कॉइल में कई सारे टैप दे सकते हैं हो सकता है किसी एक समय में हम इन सभी को जोड़ दें हम इसे टैप संख्या 1 से जोड़ दें जिसमें थोड़े कम टर्न मौजूद हैं या हम इसे T2 पर जुड़ सकते हैं जिसमें और भी कम संख्या में टर्न मौजूद है हमारे पास फील्ड कॉइल में बहुत सारे टैप हो सकते हैं बेशक हम टैप को जोड़ या हटा सकते हैं लेकिन यह खतरनाक है क्योंकि जिस करंट को हम देख रहे हैं वह एक इंडक्टिव करंट है फील्ड एक इंडक्टिव कॉइल है अगर आप देखेंगे तो आप इंडक्टिव करंट को बाधित कर रहे हैं और फिर से इसे जोड़ रहे हैं यह कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है लेकिन हमारे पास अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है यही कारण है कि अगर यह हमारे पास कोई फील्ड कॉइल है तो हम देखेंगे कि सामान्य तौर पर यह इससे जुड़ा हुआ होगा या फिर किसी दूसरे टैप से या अन्य किसी से इसी तरह तो इस तरह से हमारे पास फील्ड कॉइल में कई टैप मौजूद होंगे तो इनकी अनुरूप हम MMF में बदलाव करेंगे यह ध्यान दीजिए कि सीरीज फील्ड में मौजूद रजिस्टेंस की वैल्यू 01 02 ohm से अधिक नहीं होगी अगर हम फील्ड कॉइल के केवल इस भाग को जोड़ते हैं इसके कारण रजिस्टेंस 02 से कम होकर हो सकता है 01501 हो जाए करंट को सीमित करने में बैक ईएमएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना कि सीरीज फील्ड रजिस्टेंस या आर्मेचर रजिस्टेंस यह केवल करंट में थोड़ा बहुत बदलाव करने जो कि सीरीज फील्ड को टैपिंग 1 या टैपिंग 2 के साथ जोड़कर किया जा सकता है रसिस्टेंस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता करंट बहुत अधिक मात्रा में नहीं बदलता यही कारण है कि हम मूल रूप से MMF मैं बदलाव करते हैं क्योंकि हम टर्न की संख्या में बदलाव कर रहे हैं हमारे पास मूल रूप से टर्न की संख्या N है अब यह N 10 N 5 हो सकती है तो हमारे पास मूल रूप से उनकी संख्या में बदलाव हो रहा है जिसमें करंट लगभग समान ही रह रहा है इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा यही कारण है कि हम फ्लक्स में होने वाले बदलाव को देख रहे हैं क्योंकि mmf में बदल रहा है इसलिए फ्लक्स में भी बदलाव आएगा अगर टर्न की संख्या कम होती है फ्लक्स कम हो जाएगा अगर फ्लक्स कम हो रही है तो फील्ड कमजोर हो जाएगी जिसके कारण स्पीड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हमें स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देगी यदि हम कम और कम टर्न की संख्या पर जाते हैं तो उस भीड़ में बढ़ोतरी आएगी तो एक तरीका यह है कि हम फील्ड कॉइल में टैप का उपयोग करें दूसरा तरीका है डायवर्टर का इस्तेमाल करना डायवर्टर एक रसिस्टेंस होता है जिसे पैरेलल में जोड़ा जाता है इसे सामान्य रूप से डायवर्टर रेसिस्टेंस कहते हैं यह सीरीज फील्ड है यह डायवर्टर रेसिस्टेंस सीरीज फील्ड के रेसिस्टेंस के बराबर ही होता है अगर सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस 01 या 02 ohm है तो डायवर्टर का रेसिस्टेंस 0304 ohm या 01 हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना करंट विभाजित करना चाहते हैं अगर मैं कहूं कि यहां पर I करंट प्रवाहित हो रहा है यहां पर हमारे पास If होगा और यहां पर I If तो यहां पर हमारे पास I If करंट है जो MMF को उत्पन्न करने में कोई योगदान नहीं देता यह केवल पावर का डिसिपेशन करता है इसके अलावा कुछ नहीं तो दूसरे तरीके में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जो डायवर्टर से जुड़ा हुआ है कि हम करंट के कुछ हिस्से को फील्ड कॉइल से हटा रहे हैं जिससे हम MMF को कम कर रहे हैं जब हम MMF को कम कर रहे हैं तब हम फ्लक्स में कमी ला रहे हैं फिर से आप देखें तो फील्ड में कमी आ रही है जिसका मतलब है कि भीड़ बढ़ेगी तो इस स्थिति में यह होता है यह ध्यान दीजिए कि इस परिस्थिति में हम KI2 या K'I2 को इक्वल टू टॉर्क नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर यह K'IIf के बराबर है इसे हम मौजूद टॉर्क के रूप में लेंगे जो उस फ्लक्स द्वारा उत्पन्न की जाएगी जो If के प्रपोशनल है ना कि I के प्रपोशनल तो यह वह टॉर्क है जो हमें मिलेगी एक अंतिम तरीका जो स्पीड को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है यदि यह हमारे सीरीज मोटर का आर्मेचर है हमारे पास सीरीज या पैरेलल में फील्ड कॉइल उपलब्ध है अगर हमारे पास यह सभी फील्ड कॉइल सीरीज में है कल्पना कीजिए कि हम इन्हें एक साथ जोड़ दें तब हमें सीरीज फील्ड कॉइल मिलेगी चलिए मान लेते हैं कि एक फील्ड कॉइल में टर्न की संख्या N है और इनमें I करंट प्रवाहित हो रहा है तब हमारे पास जो mmf होगा वह 4NI के बराबर होगा इसके अलावा अगर मैं इसे इस तरह से जोड़ लो की मेरे पास दो कॉइल सीरीज में है दो अन्य कॉइल भी सीरीज में है और इन्हें मैं आपस में पैरेलल में जोड़ देता हूं तू हमारे पास दो फील्ड कॉइल होंगी जो सीरीज में जुड़ी हुई होंगी और यह दोनों आपस में पैरेलल में जोड़ी जाएंगे मान लेते हैं कि यह I है हमारे पास यहां पर I2 प्रवाहित हो रहा है और I2 यहां पर और क्योंकि यह I2 यदि हम mmf को देखें तो इस स्थिति में यह होगा यह हम mmf के रूप में मिलेगा क्योंकि प्रत्येक फील्ड कॉइल का रजिस्टेंस एक दूसरे के तुलनात्मक है जिसके कारण करंट का विभाजन दो हिस्सों में होगा जिसके कारण निश्चित रूप से mmf में कमी आएगी और यह वास्तव में उसका आधा होगा जो हमें पिछले कनेक्शन में प्राप्त हुआ था लेकिन हमें फील्ड कॉइल को हटाना और फिर से जोड़ना होगा सामान्य रूप से ऐसा ही किया जाता है निश्चित तौर पर मैं चेन्नई की प्रशन प्रणाली के बारे मैं जानता हूं यह एक पुराना ट्रेक्शन सिस्टम है जो अभी भी इसका उपयोग स्पीड को बढ़ाने के लिए करता है और अंतिम कनेक्शन जो हम प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम इन चारों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं हमारे पास 123 और 4 है यह चारों एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं हमारे पास इनमें I4 करंट होगा यह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा क्योंकि ऐसी 4 कॉइल है इस स्थिति में हमारे पास जो mmf होगा वह NI के बराबर है तो इस स्थिति में फ्लक्स अधिकतम है और इस स्थिति में फलक्स सबसे कम है क्योंकि यहां पर mmf भी न्यूनतम हो रहा है अगर हम फ्लक्स को कम कर रहे हैं तो संभावना यही है कि स्पीड बढ़ेगी तो सामान्य तौर पर इसे हम शुरुआत की स्थिति में प्रयोग में लाते हैं ताकि हमें ज्यादा टॉर्क मिले ज्यादा फ्लक्स कम स्पीड यहां पर हम इसे धीरे धीरे बदलेंगे पहले कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन की ओर और इसके बाद तीसरे कनेक्शन पर जैसे जैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे हम यह देखेंगे कि फील्ड कॉइल का सीरीज ओर पैरेलल में कनेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम सीरीज मोटर की स्पीड को बदलने में उपयोग कर सकते हैं अब जब हमने सीरीज मोटर के संचालन को देख लिया है तो यह तीनों तकनीक है जिसका उपयोग डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है यह है फील्ड कॉइल की टैपिंग डायवर्टर रजिस्टेंस और फील्ड कॉइल का सीरीज पैरेलल कनेक्शन यह तीन अलग अलग तकनीक के हैं जिनका उपयोग सामान्य तौर पर सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए किया जाता है अब तक हमने सीरीज मोटर और शंट मोटर को देख लिया है अगर हमारे पास इसका संयोजन है अगर हमारे पास कंपाउंड मोटर है किस प्रकार से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आएगा यहां पर हमारे पास फिर से क्यूम्यूलेटिव और डिफरेंशियल होगा ध्यान दीजिए कि डिफरेंशयल कंपाउंडिंग फील्ड के कमजोर होने के बराबर है जब भी हमारे पास डिफरेंशियल कंपाउंडिंग होगी उस स्थिति में मूल रूप से सीरीज फील्ड कॉइल की फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स से घट जाएगी और इसे कम करेगी तो फ्लक्स कम हो रही है मूल रूप से डिफरेंशियल फ्लक्स को कमजोर करता है जबकि लेटक्यूम्यूलेटिव फ्लक्स को मजबूत करने मैं सहायक है जब भी हम फ्लक्स में कमी देखेंगे उस स्थिति में स्पीड में बढ़ोतरी आएगी हम यह पहले भी कह चुके हैं कि फील्ड को कम करके स्पीड को बढ़ाया जा सकता है अगर हम Eb को कांस्टेंट रख रहे हैं या दी गई वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन हम फ्लक्स को कम कर रहे हैं अपने आप ही स्पीड बढ़ जाएगी ताकि यह बैक ईएमएफ अपनी मूल वैल्यू पर पहुंच जाए अगर हम क्यूम्यूलेटिव और डिफरेंशियल कि कैरेक्टरिस्टिक को देखने की कोशिश करें चलिए सबसे पहले शंट को चित्रित करते हैं इसे हम ω कह रहे हैं और यह शंट मशीन है सीरीज मशीन के लिए हम इस तरह से इसे चित्र करेंगे यह सीरीज मशीन की कैरेक्टरस्टिक्स है अब हमारे पास डिफरेंशियल कंपाउंडिंग है उसी तरह से जैसा कि हमने जनरेटर की स्थिति में देखा था जब हमारे पास क्यूम्यूलेटिव कंपाउंडिंग होता है हमने कहा था कि जब भी आर्मेचर करंट बढ़ेगा क्योंकि हमने पावर बढ़ा ली है जिससे वोल्टेज को बढ़ने में सहायता मिलेगी जिसके कारण IaRa ड्राप में कमी आएगी IaRa ड्रॉप या तो ओवर कंपनसेट होगा या अंडर कंपनसेट यही चीज डिफरेंशियल कंपाउंडिंग के लिए भी होगी क्योंकि हम डिफरेंशियल कंपाउंडिंग कर रहे हैं जब हम लोड टॉर्क को बढ़ा रहे हैं स्पीड कम हो रही है यही यहां पर दर्शाया गया है अगर मोटर में कोई भी रजिस्टेंस मौजूद नहीं है उस स्थिति में यह आइडियल कैरेक्टर स्टिक होनी चाहिए थी क्योंकि इसमें IaRa ड्रॉप है हमारे पास स्पीड में गिरावट देखने को मिलेगी जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाई जाएगी जैसे ही टॉर्क बढ़ रही है करंट भी बढ़ेगा एक बार अगर आर्मेचर करंट बढ़ गया है निश्चित रूप से सीरीज फील्ड करंट भी इसके साथ बढ़ेगा चाहे यह लोंग शंट हो या शार्ट शंट लेकिन इनमें से कुछ भी हो जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ रहा है शिरीन फील्ड में प्रवाहित होने वाला करंट भी बढ़ेगा अगर सीरीज फील्ड करंट बढ़ रहा है डिफरेंशियल की स्थिति में अधिक से अधिक फ्लक्स में कमी आएगी क्योंकि φ total φ shunt φ series ऐसा डिफरेंशियल में होगा जबकि क्यूम्यूलेटिव के लिए हमारे पास φ total φ shunt φ series है ध्यान दीजिए कि EbVt IaRa है अगर Ia बढ़ रहा है तो Eb कम होगा हालांकि Eb में आने वाली गिरावट बहुत कम होगी लेकिन कुछ ना कुछ Eb में कमी आएगी लेकिन इस प्रक्रिया में फ्लक्स बढ़ रही है क्योंकि Ia बढ़ रहा है इसके बाद स्पीड में कमी आ रही है क्योंकि Eb प्रपोशनल है φ total बढ़ गया है जिसके कारण निश्चित तौर पर स्पीड में कमी देखने को मिलेगी अगर हम क्यूम्यूलेटिव की बात करते हैं इसमें हमें शंट मोटर की कैरेक्टरस्टिक के नीचे बनाई गई है अगर हम मोटर के बारे में बात करें उसकी स्पीड वर्सेस टोर्क की कैरेक्टर स्टिक यह सिर्फ जनरेटर से जुड़े केस के विपरीत है जनरेटर के केस में क्यूम्यूलेटिव में वोल्टेज अधिक हो रही थी जबकि डिफरेंशियल में यह इस तरह से देखी गई थी तो हमारे पास अंडर कंपाउंडेड डिफरेंशियल डीसी मोटर या फ्लैट कंपाउंडेड डिफरेंशियल मोटर या फिर ओवर कंपाउंडेड डीसी मोटर हो सकती है ध्यान दीजिए कि जनरेटर और मोटर के बीच में यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है यह तीनों डिफरेंशियल कंपाउंडिंग के अंदर आते है यह ओवर कंपाउंडेड है लेकिन स्पष्ट रूप से डिफरेंशियल है यह लेवल या फ्लैट कंपाउंडेड है लेकिन डिफरेंशियल भी है यह अंडर कंपाउंडेड है और साथ ही साथ डिफरेंशियल है जबकि क्यूम्यूलेटिव है यह इस बात पर निर्भर करता है कि सीरीज फील्ड का पूरे फ्लक्स पर कितना प्रभाव है जो यह निश्चित करता है की स्पीड कम होकर जीरो पर पहुंचती है या यह इससे अधिक जाती है विद्यार्थी डिफरेंशियल कंपाउंडिंग के कारण फील्ड में वृद्धि क्यों हो रही है प्रोफेसर अगर IaRa ड्रॉप हो रहा है हम देख सकते हैं कि Te या IaRa के कारण स्पीड में गिरावट हो रही है स्पीड में आने वाली है गिरावट टॉर्क या IaRa के कारण है अगर टॉर्च जीरो होती Ia भी जीरो होता तब यह यहां पर नहीं होता तब हमें स्पीड में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलती जब हमें स्पीड में कमी दिख रही है और हम इसे कंपनसेट करना चाहते हैं तब हमें किसी तरह से इसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी और किसी दिए गए वोल्टेज या दिए गए बैक emf की स्थिति में स्पीड को केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम फ्लक्स को कमजोर करें क्योंकि फ्लक्स मल्टीप्लायड बाय स्पीड से हमें बैक emf प्राप्त होगा अगर फ्लक्स में कमी आ रही है तभी हमें स्पीड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिसका मतलब है कि डिफरेंशियल का होना जरूरी है यहां क्यूम्यूलेटिव नहीं हो सकता तो केवल डिफरेंशियल कंपाउंडिंग से ही स्पीड बढ़ाई जा सकती है या IaRa के कंपनसेशन के द्वारा या द्वारा स्पीड में गिरावट यह मूल रूप से स्पीड में होने वाली गिरावट है जिसे हम केवल डिफरेंशियल कंपाउंडिंग के द्वारा ही कंपनी सेट कर सकते हैं ना कि क्यूम्यूलेटिव कंपाउंडिंग से तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है कंपाउंडिंग मशीन में जब यह मोटर में उपयोग में लाई जाती है और जब इन्हें जनरेटर के तौर पर उपयोग में लाया जाता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है तो अगर मैं लेवल कंपाउंडेड जनरेटर के बारे में बात कर रहा हूं तब यह क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड है अगर हम प्लाट या लेवल कंपाउंडेड मोटर की बात करें तो यह डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर है तो यह सब था कंपाउंड मोटर के बारे में पिछले कुछ विषय जो अभी बचे हुए हैं और साथ ही साथ कोम्यूटेशन जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं की गई है तो यह तीन विषय है जो बचे हुए हैं पहला है डीसी मोटर की स्टार्टिंग दूसरा टॉपिक है जिससे हमें संक्षेप में देखना है वह है डीसी मोटर की ब्रेकिंग और तीसरा टॉपिक जो बचता है वह है काम्यूटेशन तो यह तीन विषय अभी भी शेष है तो चलिए जल्दी से स्टार्टिंग को देखते हैं हम स्टार्टिंग और ब्रेकिंग की विस्तृत चर्चा में नहीं जाएंगे लेकिन आप सभी को यह जानना बहुत आवश्यक है कि यदि हम डीसी मोटर को पूरी तरह से मौजूद सप्लाई की वोल्टेज पर शुरू करते हैं बिना किसी अतिरिक्त रसिस्टेंस की सहायता के जो इसके आर्मेचर सर्किट में होने चाहिए तब करंट बहुत अधिक होगा क्योंकि यह डीसी मोटर का स्टार्टिंग करंट है अगर यह सेपरेटली एक्साइटिड मोटर है और हम सरल तौर पर Va वोल्टेज लगा रहे हैं तब हम देखेंगे कि करंट इस स्थिति में क्या है यह VaRaIa होगा जो स्टार्टिंग करंट है क्योंकि बैक emf 0 है अन्यथा हम इसे IRa लिखते आमतौर पर इसे ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन Eb 0 है क्योंकि ω 0 है हालांकि हम पूर्ण रूप से फ्लक्स को देख सकते हैं हम पूरा फ्लक्स लगा सकते हैं और उस समय जेनरेटेड वोल्टेज 0 होगी क्योंकि स्पीड 0 है हमारे पास डीसी मोटर किस शुरू होने पर बैक ईएमएफ नहीं है जो करंट को सीमित करने में सहायक होता है इसलिए हमें एक बड़ी संख्या का रजिस्टेंस इसमें लगाना होगा तो यह स्टार्टिंग रजिस्टेंस है जिससे हम स्टार्टिंग के दौरान सर्किट में जोड़ सकते हैं और मूल रूप से पूरी वोल्टेज को लगा सकते हैं हो सकता है कि हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज की सप्लाई ना हो अगर हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज की सप्लाई मौजूद है तब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास निश्चित वोल्टेज उपलब्ध है तब हमें आवश्यक रूप से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है इस तरह से कि आर्मेचर VaRaRext Ia max करंट को झेल सके मान लेते हैं कि हमारे पास सामान्य करंट या वह करंट जो आर्मेचर ले सकता है वह 10A है लेकिन हम 20 A का करंट मशीन को दे सकते हैं क्योंकि कमयुटेटर इतना करंट एक छोटे अंतराल के लिए झेल सकता है तो यह उस पर निर्भर करता है कि हमने क्या सीमाएं निर्धारित की है जो एक कम अवधि के लिए कमयुटेटर के कार्य कमयुटेटर कंडक्टर I2R लॉसेस पर निर्भर करती है मशीन की ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि वह इसे झेल सके जब यह सब चीजें निर्धारित हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू Ia max है जो हमारी मशीन झेलने में सक्षम है और इसी के अनुरूप हम यह निश्चित करेंगे कि Rext की वैल्यू क्या होगी जिसे हम इसके साथ जोड़ेंगे इस Rext की वैल्यू मूल रूप से इस पर निर्भर करती है कि हमारी डीसी मोटर किस स्तर तक इसे झेल सकती है लेकिन तब क्या होगा जब हमारे पास Rext की एक बड़ी वैल्यू है मान लेते हैं कि यह हमारी नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक है इस तरह से लेकिन हमारी वास्तविक कैरेक्टर स्टिक Rext के लिए इस तरह से है इसमें आप गिरावट देख सकते हैं यह Rext के साथ है और यह इन्हेरेंट है और यह स्पीड है और यह टॉर्क है हम देख रहे हैं कि 0 स्पीड की स्थिति में करंट या टॉर्क क्या होती है यह ω 0 है तो स्टार्टिंग की कंडीशन में हमारे पास यह टॉर्क उत्पन्न हो रही है बशर्ते हम रेटेड फ्लक्स मशीन को दे रहे हैं विद्यार्थी Rext का नो लोड स्पीड और स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रोफेसर यह सही है यह ठीक है यह क्यों होना चाहिए मैं वही वोल्टेज लगा रहा हूं देखिए यह Vakφ है इसमें कोई Rext नहीं है यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने जो वोल्टेज लगाया है उसका मूल्य क्या है और मशीन का फ्लक्स क्या है ये दोनों ही तय कर रहे हैं कि नो लोड स्पीड का क्या मूल्य है वास्तव में हम अभी तक नो लोड की स्थिति में भी नहीं हैं हम शुरुआती स्थिति में हैं जिसमें ω 0 है इसलिए जब हम इसे शुरू कर रहे हैं तो यह ऑपरेटिंग पॉइंट है क्योंकि जो करंट यह ले रहा है वह VaRaRext के बराबर है और इस करंट को फ्लक्स से गुणा किया जा रहा है जो मुझे टॉर्क देता है तो यह स्टार्टिंग टॉर्क है जो मुझे मिल रही है यह स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू है Te starting कल्पना कीजिए कि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं उस स्थिति में स्टार्टिंग टॉर्क कितनी होनी चाहिए बहुत अधिक चलिए मैं इसे चित्रित करता हूं अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नहीं लगाता पहले मैंने यह दिखाया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ने से स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी यह Te है और इसे हम Te starting कह रहे हैं अगर मैं किसी प्रकार का एक्सटर्नल रसिस्टम्स नहीं जोड़ रहा हूं तब मैं इससे आगे और आगे बढ़ाता रहूंगा हो सकता है कि यह यहां पर इससे मिले या इसके बाद भी इस बोर्ड से आगे कल्पना कीजिए कि अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें नहीं जोड़ा है यह हमें एक बड़ी आर्मेचर करंट की वैल्यू देगा जिससे बहुत ज्यादा टॉर्क मिलेगी अगर हम यह माने कि हमने रेटेड फ्लक्स लगाया है यह निश्चित है कि शाफ्ट टूट जाएगा ये बहुत खतरनाक है कि डीसी मोटर को पूरी सप्लाई वोल्टेज के साथ ON किया जाए बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आर्मेचर सर्किट में जोड़ें तो सामान्य तौर पर हमें आर्मेचर सर्किट के साथ एक बड़े रजिस्टेंस को शामिल करना होता है और हम कोशिश करते हैं कि इसे बाद में हटा दें क्योंकि जो टॉर्क उत्पन्न हो रही है लोड टॉर्क यहां पर हो सकती है इस समय हमारे पास एक्सीलरेशन हो रहा होगा Te TL पॉजिटिव है इसलिए यहां पर एक्सीलरेशन होगा अगर यह एक्सीलरेट होता है तो निश्चित तौर पर हमारे पास एक स्पीड होगी जो जीरो नहीं होगी हमारे पास कुछ Eb उत्पन्न हो रहा होगा मान लेते हैं यह ω1 है इसके अनुरूप Eb1 होगा हमारे पास बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा होगा यह बैक emf निश्चित तौर पर करंट को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमारे पास RaRext Ia new होगा और Ia new निश्चित तौर पर Ia starting से कम होगा क्योंकि Ia starting के दौरान Eb नहीं था तो हमने देखा कि Eb उत्पन्न हो रहा है अगर हम इसे Ia starting कहते हैं हमारे पास Ianew होगा जो Ia starting से कम होगा हो सकता है कि यह पर्याप्त मात्रा में टॉर्क उत्पन्न नहीं कर पाएगा हम नहीं जानते कि लोड टॉर्क क्या है या हम यह भी नहीं जानते कि किस दर से हमें एक्सीलरेट करना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम इस रसिस्टम्स को यहां से हटा देंगे हम रजिस्टेंस के कुछ हिस्से को काट देंगे जब हम Rext के कुछ हिस्से को हटा देंगे तो करंट में थोड़ी बढ़ोतरी होगी जब करंट थोड़ा सा बढ़ेगा तब हमें ज्यादा टॉर्क मिलेगी निश्चित तौर पर इसके बाद फिर से एक्सीलरेशन होगा जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा रजिस्टेंस को हटाते जाएंगे हम कैरेक्टर स्टिक को इनके बीच में दिखा सकते हैं तो यह दिखा रहा है कि Rext कम हो रहा है जैसे जैसे हम Rext को कम कर रहे हैं कि में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी तो इस तरह से स्टार्ट किया जाता है हम इसे एक ज्यादा रजिस्टेंस के साथ शुरू करते हैं मोटर को एक्सीलरेट करने दिया जाता है जैसे ही उसकी गति बढ़ती है वैसे ही धीरे धीरे रजिस्टेंस को हटाया जाता है लेकिन हम रजिस्टेंस को तेजी के साथ नहीं हटा सकते क्योंकि मेकेनिकल प्रणाली को प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगता है मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट हमेशा ज्यादा होता है Ia के बढ़ने की तुलना में जोकि स्पीड बढ़ने की तुलना में अधिक तेज हो इसका ख्याल हमें रखना होता है सामान्य तौर पर डीसी मोटर के इस तरीके को रजिस्टेंस स्टार्टिंग कहते हैं स्टागार्टर मूल रूप से एक रजिस्टेंस होता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे आर्मेचर सर्किट के साथ जोड़ा जाता है ब्रेकिंग हम अगली क्लास में शुरू करेंगे